डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 28वें व्याख्यान में आपका स्वागत है हम इंडेक्सिंग और हैशिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसी श्रृंखला में यह तीसरा व्याख्यान है पिछले व्याख्यान में हमने बैलेंस्ड बीएसटी पर भी एक त्वरित नजर डालेंगे तो अब बी प्लस ट्री मुख्य डाटा स्ट्रक्चर है या इंडेक्स फाइल के लिए उपयोग में आने वाला एक मुख्य डाटा स्ट्रक्चर है अब हम बी प्लस ट्री देखेंगे और अब तक हम ओर्डरड इंडिसेज बना सकते हैं परंतु यह बहुत दक्ष तरीका नहीं है क्योंकि जैसे जैसे फाइल बढ़ती जाती है वैसे वैसे दक्षता घटती जाती है चूंकि कई ओवरफ्लो ब्लॉक की आवश्यकता है जिसमें आपको हर कुछ समय बाद पूरी फाइल का पुनः प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी जोकि बहुत ही अतिरिक्त भार वाली बात है इसके मुकाबले बी प्लस ट्री का यह लाभ है कि यह स्वतः ही अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानीय रूप से प्रबंधित कर लेता है जब जब भी इंर्सशन होते हैं तब रखरखाव के लिए पूरी फाइल को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यद्यपि यहां पर थोड़े बहुत नुकसान भी हैं जिनमें अतिरिक्त इनर्सशन और डीलीशन का भार उपस्थित रहता है जिसमें छोटे तौर पर पुनः व्यवस्था करना और उसके लिए थोड़ी जगह भी चाहिए परंतु इस तरह के नुकसान के सामने लाभ ज्यादा बड़े हैं इसीलिए बी प्लस ट्री बहुतायत मैं उपयोग में लाए जाते हैं आप 2 3 4 ट्री के सिद्धांत को याद करिए जिसकी हमने चर्चा की थी और इस चित्र की तरफ देखिए तो 2 3 4 ट्री के पास अलग अलग तरह की नोड होती है 2 नोड 3 नोड एवं 4 नोड और हमने कहा था कि वहां पर नोड आंशिक रूप से भरी जा सकती है और इसके अलग अलग संख्या में चिल्ड्रन उस विशेष नोड में क्रमबद्ध है यहां हम एक बी प्लस ट्री का उदाहरण देखते है जोकि आधारभूत तरीके से इस फाइल को इंडेक्स बनाने के अर्थों में प्रदर्शित कर रहा है यदि इंडेक्स वास्तव में नाम पर आधारित हो तब यह रूट नोड है और उदाहरण के लिए हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं जहां पर प्रत्येक नोड के पास तीन डाटा अवयव हो सकते हैं और चार लिंक हो सकते हैं इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन यह केवल एक उदाहरण के लिए है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यदि हमारे पास यह लिंक है तो बांई और मोजार्ट जोकि मोजार्ट से छोटी है वह इस लिंक के नीचे उपलब्ध रहेंगी जो लिंक यहां पर उपलब्ध है वह सभी कीज के लिए है जो कि मोजार्ट से बड़ी है और दाएं तरफ वालों से छोटी है अब यहां पर कुछ भी नहीं है वह यहां पर होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं की आइंस्टीन हो जाता है अब इस लिंक की संख्याएं जोकि आइंस्टाइन से छोटी है जैसा कि आप देख सकते हैं वह संख्याएं जिनका मान आइंस्टाइन और गोल्ड के बीच में है तो यह यहां पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भले ही सारी नोड्स समान प्रकार की है जैसा कि हमने 2 3 4 ट्री की चर्चा के दौरान बताया था परंतु इनके पास चर अंको का इंद्राज है इसीलिए लिंको की संख्या एन बटे दो यहां पर 4 है इस प्रकार से आपके पास न्यूनतम दो इंद्राज या अधिकतम चार इंद्राज यहां पर आ सकते हैं तो यह बी प्लस ट्री की आधारभूत परिभाषा है रूट से लीफ पर जाने वाले सारे रास्ते या पाथ समान लंबाई के होते हैं फिर से यह एक बात है जिसे आप को ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि यदि आप देखें कि इन सारे पाथ की लंबाई समान है और लंबाई 2 है इस प्रकार से यह 2 3 4 ट्री की आधारभूत विशेषता है जिसका बी प्लस ट्री में सामान्यकरण किया गया है प्रत्येक नोड 2 से लेकर n 1 तक चिल्ड्रन है और यदि रूट लीफ नहीं है तो इसके न्यूनतम दो चिल्ड्रन होते हैं और यदि रूट लीफ नोड है और ट्री में और कोई नोड नहीं है तब इसके पास 0 से लेकर n 1 तक चिल्ड्रन होंगे जोकि काफी स्पष्ट है स्वाभाविक तौर पर एक नोड इस प्रकार दिखेंगी जहां पर प्वाइंटर पर अंत होगा और सर्च की कठोर रूप से K1 K2 Kn 1 क्रम में होगी और यह सारे तथ्य हम 2 3 4 ट्री में देख चुके हैं एक लीफ नोड नोड है

इसी प्रकार से सब ट्री में उपलब्ध सारी सर्च की संख्याओं के बीच में होते हैं जो कि इन प्वाइंटर्स के बीच में आती है तो यह एक उदाहरण है जहां पर एन का मान 6 है चूंकि अंतर नोड कनेक्शन प्वाइंटर द्वारा बनाए जाते हैं तो लॉजिकली रूप से बंद ब्लॉक भौतिक रूप से बंद नहीं होते हैं तो यह बी प्लस ट्री के बारे में एक मुख्य विचार है या एक मुख्य अवलोकन है तो दो नोड के बीच जो कि लॉजिकली बंद है वह भौतिक रूप से बंद नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि प्वाइंटर बंद करने को संख्याओं को जमाने के रूप में परिभाषित करते हैं तो बी प्लस ट्री मैं तुलनात्मक रूप से कम संख्या में स्तर होते हैं और हम देखेंगे कि वह स्तर क्या होंगे क्या होगा यदि रूट के नीचे वाले स्तर पर कम से कम या अधिकतम दो संख्याएं हो और उसके नीचे एन बटे दो संख्याएं होंगी क्योंकि प्रत्येक नोड कम से कम आधी भरी होनी चाहिए हमने कहा था कि प्रत्येक नोड की एन बटे दो से कम नहीं हो सकती है

इस प्रकार से अगले स्तर पर एन बटे दो करने पड़ेंगे इस प्रकार से मुख्य फाइल पर इनर्सशन समय में पुनः संरचित किया जा सकता है इस प्रकार से सर्च बहुत सरल होना चाहिए क्योंकि यह 2 3 4 ट्री का विस्तार ही है एल्गोरिथ्म यहां दी गई है इसे मैं छोडूंगा क्योंकि हमने पहले से ही इसे विस्तार में देख लिया है जब हमने इसका परिचय देना शुरू किया तब मैंने कहा था कि कि यहां कोई भी डुप्लीकेट की संख्या को लेना होगा तो इन डुप्लीकेट्स करने की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत बदलना होगा और आप उसे देख सकते हैं यदि फाइल में सर्च की वैल्यू पर बढ़ रहे हैं हमारी मुख्य कॉस्ट डिस्क एक्सेस की है तो आप नोड के आकार के लिए क्या करेंगे यदि नोड का आकार बहुत छोटा है तो वहां पर बहुत सारी नोड होंगी और प्रत्येक नोड को एक्सेस करना पड़ेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह log n2 होगा हम एन करीब 100 होगा

यदि मैं यह मानूं की मेरी इंडेक्स फाइल में 1 मिलियन सर्च की संख्याएं हैं तो मुझे 1 मिलियन के आधार पर 100 बटे 250 की आवश्यकता होगी इस प्रकार से लुकअप टेबल से करें जोकि लोग 1 मिलियन जिसका आधार दो होगा जहां लुक अप के लिए लगभग 20 नोड एक्सेस की या डिस्क एक्सेस की आवश्यकता पड़ेगी यही मुख्य कारण है जिससे बी प्लस ट्री को पसंद किया जाता है और इसके साथ भले ही आपके पास टेबल में कुछ मिलियन रिकॉर्ड हो तब भी आप उसे लुक अप में कुछ ही नॉड एक्सेस के द्वारा प्रबंधित कर सकते हैं जिससे कि इस एल्गोरिथ्म का काम संभव हो पाता है इसे हम आने वाली दो स्लाइड में देखेंगे मैंने यहां पर बी प्लस ट्री को कैसे अपडेट जिसमें की आप दो से तीन और तीन से चार नोड पर जाते हैं तो आप नोड में तब तक इंसर्ट करना जारी रखते हैं जब तक की नोड पूरी भर नहीं जाती है और जब यह पूरी भर जाती है तब आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं और तब आप इसे बांट देते हैं या दो नोड में स्प्लिट है

इसके बाद हमने नोड को स्प्लिट करने की प्रक्रिया यहां दिखाई है जिस पर आप जानते हैं मैंने अभी चर्चा की और उसी प्रकार की प्रक्रिया जिसमें की बीच वाले अवयव को आगे बढ़ाना और स्प्लिटिंग करना चलता रहता है और यहां पर इसका बी प्लस ट्री के संदर्भ में उदाहरण दिखाया गया है किसी निश्चित की के इंर्सशन से पहले और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं इस एल्गोरिदम के कुछ और चरण है जिनको आप ध्यान से देखें और उनको समझने की कोशिश करें पूरी प्रक्रिया और फिर यह आधारभूत एल्गोरिदम यहां पर बहुत ही गुढ सुडोकोड में लिखी हुई है मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए किताब को देखें और पूरे सुडोकोड का अध्ययन करें और एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और उदाहरणों से भी अवगत हो समान प्रकार से बी प्लस ट्री के डीलीशन का उदाहरण देखते हैं और यहां पर ट्री को श्रीनिवासन के डीलीशन के पहले और बाद में दिखाया गया है अब यदि हम इस प्रकार से डिलीट करेंगे तो यह स्प्लिटिंग की तुलना में ऐसे होगा अब मैं नोड की मर्जिंग पर बात करूंगा डीलीशन के कुछ और चरण हैं जो यहां दिखाए गए हैं आप उनको देख लीजिए और उन पर काम कीजिए और आपको आपकी 2 3 4 ट्री की पृष्ठभूमि के चलते समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए डीलीशन की प्रक्रिया के कुछ और चरण है तो यह एल्गोरिथमिक चरणों के रूप में डीलीशन की प्रक्रिया है तो आपको डीलीशन के लिए क्या करना होगा इसको यहां पर विस्तार में दिया गया है और बी प्लस ट्री का फाइल ऑर्गेनाइजेशन की समस्या को संभाल लेता है इंडेक्स फाइल के अर्थों में क्या होगा यदि हमने शुद्ध ऑर्डर इंडिसेज की समस्या थी वह भी बी प्लस ट्री के द्वारा हल की जा सकती है इसका उपयोग इंडेक्स और वास्तविक डाटा फाइल के रखरखाव के लिए किया जा सकता है और जो बी प्लस ट्री का फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वह प्वाइंटर के बजाय रिकॉर्ड को भंडारित करता हैं अंत में आपके पास वहां रिकॉर्ड होते हैं और लीफ नोड को आधा भरा होने की आवश्यकता होती है जिससे कि उसको नोन लीफ के समान ही काम में लिया जाता है हमने यहां तक यह समझाया और अब तक हमने बी प्लस ट्री को इंडेक्स फाइल के ऑर्गनाइजेशन के अर्थों में नहीं देखा और हम कह रहे हैं कि आप समान कार्य डाटा फाइल के साथ भी कर सकते हैं और केवल लीफ के स्तर पर आपको रखरखाव के लिए डाटा रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे यहां पर बी प्लस ट्री के ऑर्गनाइजेशन के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं तो यहां पर कुछ और भी मुद्दे हैं जिसमें रिकॉर्ड रीलोकेशन रखते हैं और हम जानते हैं कि प्राइमरी इंडेक्स को बहुत ही दक्षता के साथ सर्च किया जा सकता है तो जब आप सेकेंडरी इंडेक्स में उसे ढूंढ पाते हैं तब आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड प्वाइंटर नहीं मिलता है बल्कि आपको सर्च की मिलती है जिससे कि आप प्राइमरी इंडेक्स को उपयोग में ला सकते हैं और उस पर जा सकते हैं इसके साथ आप अलग अलग तरह की सेकेंडरी इंडेक्स स्ट्रक्चर की समस्याओं से निजात पा लेते हैं यहां पर आपकी इंडेक्सिंग है इसमें भी आपको अन्य मुद्दों जैसे कि स्ट्रिंग नाम की प्रक्रिया काम में लें तो आप एक तरह से यह ढूंढते हैं कि सबसे छोटा उपसर्ग या प्रीफिक्स कर सकते हैं यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है इसके बाद अब हम जल्दी से एक नजर बी ट्री इंडेक्स फाइल पर डालेंगे जो कि एक और संभावित विकल्प है बी ट्री और बी प्लस ट्री के भेद देखते हैं बी ट्री सर्च की वैल्यूज और कहीं भी नहीं आती है यदि यह नहीं आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक रिकॉर्ड वैल्यू के साथ एक और फील्ड डाल देते हैं जो कि वास्तविक रिकॉर्ड का प्वाइंटर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं की बी प्लस ट्री नोड कि यह सामान्य संरचना होगी अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग प्वाइंटर की के साथ डाल रहे हैं जोकि वास्तविकता में उस की के लिए डेटा का रखरखाव करेंगे जोकि वास्तविक रिकॉर्ड के प्वाइंटर होंगे अंत में यह लीफ के स्तर की नोड में आता है जहां पर उनके प्वाइंटर लीफ के स्तर पर आते हैं और सर्च की और उसके स्ट्रक्चर की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वह वही आते हैं जहां पर वह होते हैं मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपने बी प्लस ट्री देखा है आप देख सकते हैं कि मौजार्ट यहां पर है और यहां पर भी है जोकि एक लीफ स्तर है यहां से आपको मोजार्ट के रिकॉर्ड के लिए प्वाइंटर मिलते हैं समान रूप से आइंस्टाइन यहां पर है और यह यहां पर है श्रीनिवासन यहां पर है वह कई बार आ रहे हैं जो कि बी ट्री से अलग है जहां पर आइंस्टाइन अगर यह आता है तो इसके साथ में आइंस्टाइन के रिकॉर्ड का पॉइंटर भी आता है यदि ब्रांड आता है तो इसके साथ ही ब्रांड का रिकॉर्ड भी आता है और आइंस्टाइन ट्री में और कहीं भी नहीं होगा तो आपके पास आइंस्टाइन की दूसरी आवृत्ति नहीं होगी या फिर मोजार्ट की बी ट्री में आवृत्ति नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से क्या यही आधारभूत सुधार है जो बी ट्री करता है तो यह लाभप्रद है और यह बी प्लस ट्री के मुकाबले कम नोड उपयोग में ले सकता है और कभी कभी यह संभव है कि सर्च की वैल्यू नोड बड़े होते हैं अब क्योंकि आपके पास डाटा के लिए भी प्वाइंटर है तो फैन आउट की संख्या कम हो जाती है यद्यपि आप लाभ की आशा कर रहे हैं क्योंकि आपको लीफ पर हर बार नहीं जाना पड़ता परंतु इसके बदले में आपका फैन आउट कम हो जाता है जब आपका फैन आउट कम हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ट्री की गहराई बढ़ जाती है अब क्योंकि आपका फैन आउट कम है तो प्रत्येक नोड पर चिल्ड्रन की संख्या भी कम है और इसीलिए गहराई ज्यादा है तो इसके कारण अंततः आपकी कोस्ट बढ़ जाती है और स्वाभाविक रूप से डीलीशन और इंर्सशन भी बी प्लस ट्री के मुकाबले ज्यादा जटिल हो जाते हैं और उनका क्रियान्वयन भी अधिक कठिन हो जाता है तो इस प्रकार से बी ट्री के लाभ इसके नुकसान के मुकाबले अधिक नहीं होते हैं आप बी ट्री को बहुतायत में उपयोग में नहीं लाते हैं परंतु कभी कभी वह काम में लिए जाते हैं और यह बहुत सामान्य नहीं है और हम बी प्लस ट्री का उपयोग डाटा फाइल और इंडेक्स फाइल के भंडारण के लिए करते हैं तो इस व्याख्यान में आपने बी प्लस ट्री की इंडेक्स फाइल के बारे में समझा और डेटाबेस के स्थाई भंडारण के लिए गहराई से जाना मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि पूरी चर्चा इस बात पर है कि बी प्लस ट्री कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं और किस प्रकार से एक्सेस करने के कार्य बी प्लस ट्री में किए जाते हैं मैंने इनका परिचय समानांतर रूप से एक सरल इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर किया जोकि 2 3 4 ट्री है जिसकी हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी बी प्लस ट्री के इंर्सशन और डीलीशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए यदि आपको कोई परेशानी हुई है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 2 3 4 ट्री पर जाएं जो कि एक तरह की सरलतम स्थिति है जो हो सकती है उसको आप समझे और फिर से वापस आप बी प्लस ट्री की एल्गोरिथ्म के विशेष बिंदुओं पर आए और उन्हें हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप ट्री को समझने के लिए देखें तो हमेशा ध्यान रखें कि बी प्लस ट्री के मामले में सारी नोड्स का प्रकार समान होता है और आधारभूत जरूरत यह होती है कि प्रत्येक नोड सर्वथा आधी भरी होनी चाहिए केवल रूट को छोड़कर और इसके अलावा हमने बी ट्री को भी जाना और इसका पता लगाया कि बी ट्री संभवतः बहुत शक्तिशाली या यूं कहें बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है इसीलिए हम इसके स्थान पर बी प्लस ट्री का उपयोग करना चाहेंगे